हेलो एनपीटीईएल के इस पाठ्यक्रम 'माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट' के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है हम तीसरे पाठ्यक्रम पर हैं पिछले मैं हमने विभिन्न माइक्रोवेव थेओरिएस सिद्धांतों के बारे में बातें की हैं इस मॉड्यूल में हम उपयोग में ली जाने वाली तकनीक विशेष श्रेणी के पैरामीटर्स और सर्किट पैरामीटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाते हैं और उन्हें स्कैटरिंग पैरामीटर कहा जाता है अब हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले से ही विभिन्न सर्किट पैरामीटर इम्पीडेन्स पैरामीटर एडमिटन्स पैरामीटर हैं जो उदाहरण के लिए जाने जाते हैं लेकिन ये सभी पैरामीटर वोल्टेज और करंट की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में वोल्टेज और करंट का कोई मतलब नहीं है एक कारण यह है कि सिंगल कंडक्टर वेवगाइड्स में आपके पास वोल्टेज और करंट की उचित परिभाषा नहीं होती है और दो कंडक्टर वेवगाइड्स मैं उन्हें मापना बहुत मुश्किल है इसलिए वोल्टेज और करंट की जगह अगर हम इंसिडेंट और रेफ्लेक्टेड भाग और s पैरामीटर वह पैरामीटर के संदर्भ में बात करते हैं जो माइक्रोवेव युक्ति के विभिन्न पोर्ट पर इंसिडेंट तरंग रेफ्लेक्टेड वेव को संबंधित करता हैं तो आइए हम देखते हैं कि यह पैरामीटर क्या है आइए अब स्कैटरिंग पैरामीटर्स या S पैरामीटर्स पर जाने से पहले देखें की इम्पीडेन्स पैरामीटर क्या है इसलिए मुझे यकीन है कि यह बहुत ही प्रख्यात इम्पीडेन्स पैरामीटर है यदि हम कहें कि हमारे पास एक N पोर्ट नेटवर्क है जिसके विभिन्न पोर्ट वैसे हैं जैसा की दिखाया गया है तो वह मैट्रिक्स जो इन सभी वोल्टेज और करंट को एक दूसरे से संबंधित करती हैं उसे इम्पीडेन्स मैट्रिक्स कहते है तो अगर हम कर सकते हैं तो इम्पीडेन्स मैट्रिक्स लिख सकते हैं मान लीजिए कि हमारे पास यह एक कॉलम मैट्रिक्स है विभिन्न पोर्ट के वोल्टेज के लिए हम कहते हैं कि यह एक इम्पीडेन्स मेट्रिक्स है और अगर मान ले कि है कॉलम मैट्रिक्स करंट को प्रस्तुत करता है तो यह इम्पीडेन्स मैट्रिक्स होता है तो किसी भी इम्पीडेन्स पैरामीटर J I J को V I पर I J के रूप में जबकि अन्य सभी I Ks को 0 के बराबर और K J के बराबर ना हो की तरह परिभाषित किया गया है अब उसी तरह जिस तरह से इम्पीडेन्स मैट्रिक्स को परिभाषित किया गया था मुझे यह भी परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए कि मैं एडमिटन्स मैट्रिक्स को क्या कहता हूं इसलिए एक बार फिर अगर हम वापस जाएं तो देखते हैं की यह हमारा N पोर्ट नेटवर्क है जिसमें विभिन्न पोर्ट के लिए करंट और वोल्टेज दर्शाए गए हैं

फिर एडमिटन्स मैट्रिक्स को परिभाषित किया गया है और किसी भी एडमिटन्स पैरामीटर Y I J को परिभाषित किया जाता है जहां V K का मान 0 के बराबर है मगर K का मान J के बराबर नहीं है रेसप्रॉसिटी कि एक अवधारणा है कि विभिन्न मैटेरियल्स या सर्किट्स रेसिप्रोकाल है इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कुछ नेटवर्क हैं और अगर हम नेटवर्क के एक हिस्से में कुछ वोल्टेज लगाते हैं और दूसरे भाग में हमें निश्चित ही करंट का कुछ मान I II 1 प्राप्त होता है तो रेसिप्रोकाल तक का मतलब है कि अगर हम इसे उल्टा करते हैं और इसके स्थान पर यदि में इस रेसिस्टर को दूसरे अंत पर जोड़ता हूं और स्त्रोत को इस अंत पर जोड़ता हूं तो मुझे इस शाखा में समान करंट मिलनी चाहिए यही रेसप्रॉसिटी कि अवधारणा है अब साधारण टर्म्स में रेसप्रॉसिटी का मतलब Z और Y पैरामीटर्स के संदर्भ में यह है कि ZIJ का मान ZJI के बराबर है या YIJ का मान YJI के बराबर है तो यह समान है यह एक ही एक्सप्रेशन है इसलिए इन दोनों को संतुष्ट नहीं करना है इनमें से किसी एक को किसी भी एक शर्त से संतुष्ट होने पर नेटवर्क को रेसिप्रोकाल नेटवर्क कहा जाता है और क्योंकि यह शर्त है कि मैं इसे अपने मैट्रिक्स के एक अलग तरीके से भी लिख सकता हूं जो या तो मेरा एडमिटन्स या इम्पीडेन्स मैट्रिक्स है जिसे मैंने Z मैट्रिक्स से परिभाषित किया था मैं इसे कैपिटल Z प्रतीक से प्रदर्शित करता हूं यदि यह शर्त संतुष्ट होती है कि Z का ट्रांस्पोसे Z के बराबर है तो फिर से तात्पर्य है कि सर्किट या नेटवर्क रेसिप्रोकाल है तो इसके साथ हम रेसिप्रोकाल नेटवर्क के कुछ विशेषताओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो पहले विशेषता जिसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं मैं आपसे क्षमा चाहता हूं हम सर्किट की कुछ विशेषताओं को विभिन्न मामलों जैसे की रेसप्रॉसिटी और लोस्टलेससनेस्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इसलिए रेसप्रॉसिटी के लिए हमने पहले भी देखा कि Z और Y मैट्रिक्स का ट्रांस्प्लासेमेन्ट उन्हीं के बराबर होना चाहिए अब हम लॉस्टनेस के लिए स्थिति देखते हैं अब N पोर्ट नेटवर्क की उपयोग की गई कुल काम्प्लेक्स पावर को इस संबंध द्वारा दिया जा सकता है तो यह कुल काम्प्लेक्स पावर का मान पोर्ट 1 के वोल्टेज V1 और कोंजूगेट करंट I 1 पोर्ट 2 के वोल्टेज V2 और कोंजूगेट करंट I2 के मान की आधी का योग होता है यहां हम निश्चित रूप से मान रहे हैं कि V2 और I2 शिखर मान है आरएमएस मान नहीं यही कारण है कि यहां आधा मान है तो इस तरीके से हम इसे दर्शा सकते हैं अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को V N के लिए इस तरह Z मैट्रिक्स से लिखा जाए और फिर अगर आप इसे यहां अंकित करते हैं तो जो हम देखते है कि वह कुल P को दिया जाता है पिछले एक्सप्रेशन में मैंने गलती से Mm लिखा था यह Nm होना चाहिए मैं इसे ठीक करता हूं तो हम एक लोस्टलेस नेटवर्क के लिए जानते हैं कि इस कुल P का वास्तविक भाग 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि V L का आधा हिस्सा है तो अब मैं इसे एक अलग तरीके से समझाता हूं

मान लीजिए कि केवल एक पोर्ट करंट 0 नहीं है और उस पोर्ट को N Dash कहा गया है तो केवल N Dash में करंट का मान 0 नहीं है इसलिए यदि हम अब N Dash को छोड़कर सभी अन्य I M या I Ns को 0 के बराबर मानते हैं तो अब अगर वह स्थिति है अगर हम इस स्थिति को इस समीकरण में रखते हैं तो हां हमें जो मिलता है वह यह है कि P का वास्तविक मान 0 के बराबर होगा हमारे पास वास्तविक एन डैश एन डैश का आधा होना चाहिए मुझे लगता है एन डैश 0 के बराबर होना चाहिए और उसका तात्पर्य यह है कि I N के आधा का पूरा वर्ग है अब चूँकि I n dash का मान 0 नहीं है तो केवल यह 0 होना चाहिए दूसरे में अब देखो यह N dash का मान कुछ भी हो सकता है अब यहां यह अवयव एक विकर्ण अवयव Z N dash N dash है तो इसका अर्थ यह है कि यह विशेष विकरण अवयव का मान जीरो है अर्थात इस विशेष विकर्ण एलीमेंट्स का वास्तविक भाग जीरो है लेकिन तब N Dash उन डायगोनाल एलीमेंट में से किसी एक का कोई भी मान हो सकता है अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि सभी डायगोनाल एलीमेंट का वास्तविक भाग जीरो है यही कारण है कि सभी इमेजिनरी काल्पनिक भाग को नेटवर्क के लिए लोस्टलेस स्थिति की तरह देखा जाता है तो यह स्थिति सभी डायगोनाल एलीमेंट के विशेष रूप से काल्पनिक होने को बताती है

अब अगर हम यह मानें कि यह नेटवर्क लोस्टलेस और रेसिप्रोकाल दोनों है तो इस लोस्टलेस और रेसिप्रोकाल से क्या होता है अब विचार करें कि N Dash के अलावा पोर्ट N Dash मैं हमारे पास एक और पोर्ट N डबल डैश भी है जहां पर करंट का मान 0 नहीं है ठीक है तो फिर अगर N डबल डैश I N भी 0 नहीं है तो P के वास्तविक भाग की स्थिति कुल P के 0 के बराबर होने के कारण यह लोस्टलेस की स्थिति है जो एक बार हम इसी समीकरण को वहां से प्राप्त करने के लिए समतुल्य करते हैं आगे हम उस स्थिति के कारण कह सकते हैं कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स शुद्ध रूप से काल्पनिक होने चाहिए उससे हम उस समीकरण का विस्तार कर सकते हैं अगर हम एक्सप्रेशन पर वापस जाएं तो हम देखेंगे हम ऐसा कर सकते हैं हमने देखा कि Z N डैश N डैश शुद्ध रूप से काल्पनिक है इसलिए Z N डबल डैश N डैश भी और यह I N डैश I N डैश कोंजूगेट और I N डबल डैश I N डबल डैश कोंजूगेट शुद्ध रुप से वास्तविक है इसलिए यह संपूर्ण टर्म भी शुद्ध रूप से काल्पनिक है इसलिए इन दो टर्म्स के योग का वास्तविक भाग यही है और वह शुन्य होगा और अब केवल सब शेष रह जाएगा इसलिए हमने यहां केवल दो टर्म रखे हैं क्योंकि यह रेसिप्रोकाल नेटवर्क भी है इसलिए हमने अपने नेटवर्क को उसी तरह परिभाषित करते है इसलिए Z का N डैश N डबल डैश Z के N डबल डैश N डैश के बराबर होगा और यह स्थिति अगर हम अपने सर्किट में लागू करते हैं तो अब यह सब पूरी तरह से वास्तविक है अन्य दो टर्म्स की तरह यह दो टर्म भी पूरी तरह से वास्तविक है क्योंकि जब तक इस पूरे टर्म का वास्तविक भाग 0 के बराबर है इसलिए यह टर्म पूरी तरह से काल्पनिक होना चाहिए यदि यह टर्म शुद्ध रूप से वास्तविक है और इस एक्सप्रेशन का पूरा वास्तविक भाग 0 हैं तो यह सब काल्पनिक होना चाहिए अगर यह वास्तविक है तो यह 0 नहीं हो सकता तो फिर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि Z N डैश N डबल डैश भी शुद्ध रूप से काल्पनिक है इसलिए लोस्टलेस और रेसिप्रोकाल नेटवर्क के लिए हमारे पास Z या Y मैट्रिक्स के सभी एलीमेंट्स शुद्ध रूप से काल्पनिक है तो संक्षेप में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं और अगर नेटवर्क रेसिप्रोकाल और लोस्टलेस दोनों है तो अब इम्पीडेन्स और एडमिटन्स पैरामीटर्स की अवधारणा के संबंध में अपने नेटवर्क का विश्लेषण कर सकते हैं

आइए अब हम अपनी चर्चा के अगले और प्रमुख विषय पर यहां आते हैं जोकि स्कैटरिंग पैरामीटर है अब तक मैंने बताया था कि स्कैटरिंग पैरामीटर के कई फायदे हैं पहला यह है कि उसके पास पावरशक्ति की अवधारणा है उसके लिए हमें वापस N पोर्ट नेटवर्क पर जाना होगा जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था अब हम यह भी जानते हैं कि विभिन्न तौर पर नॉर्मलाईझड वोल्टेज या करंट विभिन्न पोर्ट आने वाले वोल्टेज के रूप में निम्नानुसार दी जाती है जहां V N और V N माइनस का योग पोर्ट पर कुल वोल्टेज के बराबर होता है और इसे हम a N और b N के संदर्भ में लिख सकते हैं और फिर हम यह भी जानते हैं कि V पोर्ट पर नॉर्मलाईझड वोल्टेज को वास्तविक वोल्टेज के संदर्भ में दिया गया है इसलिए इसे A N और B N के योग की तरह देखा जा सकता है तो फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भी करंट के लिए समीकरण को संक्षेप में बता सकते हैं कि आप जानते हैं कि करंट का मान कैसे दिया जा सकता है और फिर नॉर्मलाईझड करंट को इस प्रकार दिया गया है हमारे पास नॉर्मलाईझड इम्पीडेन्स मैट्रिक्स के लिए भी एक एक्सप्रेशन हो सकती है जैसे हमारे पास नॉर्मलाईझड वोल्टेज और करंट के लिए मैट्रिक्स है नॉर्मलाईझड इम्पीडेन्स मैट्रिक्स इस तरह से दी जा सकती है सामान्यत मैट्रिक्स में विशेष एलीमेंट्स को इस तरह दिया जाता है

तो फिर आप जानते हैं कि जैसे इनपुट और आउटपुट इंसिडेंट या रेफ्लेक्टेड वेव्स B Ns and A Ns के द्वारा दी जाती है अब अगर हम Bs को As से संबंधित करते हुए एक मैट्रिक्स लिखते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स का यह मान एक नॉर्मलाईझड रिफ्लेक्टिव वोल्टेज या विभिन्न पोर्ट पर नॉर्मलाईझड रेफ्लेक्टेड करंट को दर्शाता है और दूसरे और पर हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक और कॉलम मैट्रिक्स जो इंसिडेंट नॉर्मलाईझड वोल्टेज और करंट या करंट जो दोनों से संबंधित है जिसको S मैट्रिक्स कहा जाता है इसलिए हम देखते हैं कि इम्पीडेन्स और एडमिटन्स मैट्रिक्स की तरह यह भी एक मैट्रिक्स है जो सर्किट के तत्वों या सर्किट के पैरामीटर्स जोकि संभवत सर्किट के वोल्टेज या करंट की बजाए सर्किट की पावर के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है से संबंधित है और दूसरा अंतर जो हम देखेंगे वह यह है कि यह पैरामीटर सर्किट पैरामीटर यह S मैट्रिक्स के पैरामीटर या स्कैटरिंग पैरामीटर भी करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z M पर निर्भर करती है

इसलिए यदि हम एक विशेष S पैरामीटर को परिभाषित करें तो S I J की औपचारिक परिभाषा यह है कि A K का मान 0 के बराबर है या K J के बराबर नहीं है वैकल्पिक रूप से हम इसे भी परिभाषित कर सकते हैं अब 2 पोर्ट नेटवर्क बहुत ही लोकप्रिय नेटवर्क है एक का कहना है कि 2 पोर्ट नेटवर्क सबसे व्यापक रूप से माइक्रोवेव घटक पैसिव और एक्टिव सर्किट दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं 2 मार्क सर्किट के कुछ उदाहरण प्रिंटर अल्टरनेटर है और एक्टिव सर्किट के लिए हमारे पास एंपलीफायर है जो 2 पोर्ट सर्किट है यह नेटवर्क इतना लोकप्रिय है कि हमारे पास 2 पोर्ट S पैरामीटर मैट्रिक्स के एलीमेंट्स के 2 पोर्ट SPa के लिए कुछ विशेष नाम है तो 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए हम Bs को B1 लिख सकते हैं जो S11 का गुणा A1 और S12 का गुणा A2 के योग के बराबर होता है और B2 जो S21 का गुणा A1 और S22 का गुणा A2 के योग के बराबर होता है और मैं इन B1 और B2 को मैट्रिक्स के रूप में लिखता हूं

हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क के कुल चार S पैरामीटर है यह 2 पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स को मैं S11 को B1 और A1 के अनुपात के बराबर जिसमें A2 का मान 0 लिख सकता हूं S12 को B1 और A2 के अनुपात के बराबर जिसमें A1 का मान 0 लिख सकता हूं S21 को B2 और A1 के अनुपात के बराबर जिसमें A2 का मान 0 लिख सकता हूं S22 को B2 और A2 के अनुपात के बराबर जिसमें A1 का मान 0 लिख सकता हूं इस S11 पैरामीटर को इनपुट रिफ्लेक्शन केफीसिएंट के रूप में जाना जाता है इस S12 को फॉरवर्ड ट्रांसमिशन केफीसिएंट जाना जाता है S21 क्षमा करें S21 मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि इससे फॉरवर्ड ट्रांसमिशन केफीसिएंट के रूप में जाना जाता है S12 को रिवर्स ट्रांसमिशन केफीसिएंट के रूप में जाना जाता है और S22 को आउटपुट रिफ्लेक्शन केफीसिएंट के रूप में जाना जाता है अब हमारे पास इन S पैरामीटर मैट्रिक्स के लिए कुछ विशेषताओं है जैसे कि आप 2 पोर्ट के लिए Z पैरामीटर्स और Y पैरामीटर्स की शर्तों को प्राप्त करते हैं जो तब ही मुमकिन है जब वे लोस्टलेस या रेसिप्रोकाल या लोस्टलेस और रेसिप्रोकाल दोनों हो ऐसे ही इन S पैरामीटर्स के लिए भी हम कुछ शर्तों को प्राप्त कर सकते हैं और यह हम अपने अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे